एक एम्बेडेड सिस्टम के एक एम्बेडेड ब्लॉक का डिज़ाइन सही सिस्टम और हम पहले ब्लॉक का डिज़ाइन नीचे डाल देते हैं सबसे पहला काला है जो पावर सप्लाई है एम्बेडेड सिस्टम का पावर सप्लाई ब्लॉक जिसे आप अपने IOT अनुप्रयोग के लिए बनाना चाहते हैं यह पावर सप्लाई ब्लॉक है यह CPU हो सकता है एक रेडियो हो सकता है ठीक वहाँ एक रेडियो हो सकता है सॉरी मुझे इसे स्पष्ट रूप से डालने दें यह CPU हो सकता है तो यहाँ सीपीयू तो यहाँ सीपीयू और फिर रेडियो सही एक कम शक्ति वाला रेडियो मेमोरी के बारे में क्या है सही इसलिएवे सभी जुड़े हुए हैं आपको इसके लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता है आपको संचार की आवश्यकता है रेडियो ब्लॉक और सीपीयू ब्लॉक के बीच मेमोरी फ्लैश मेमोरी ब्लॉक में से एक है ये सभी सही क्लॉक पर काम करेंगे एक क्लॉक पर एक क्लॉक पर वहाँ से उत्पन्न सीपीयू में यह एनालॉग से डिजिटल ठीक भी हो सकता है ठीक एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर ADC कनवर्टर हो सकता है जो सभी एनालॉग सेंसर इनपुट को अनिवार्य रूप से लेता है आप इसके माध्यम से जा सकते हैं आपके पास 8 ADC पोर्ट हो सकते हैं आपके पास 10 ADC पोर्ट 12 ADC पोर्ट और आगे इतने पर हो सकते हैं नियंत्रक के प्रकार पर निर्भर करता है जो आपको अपने विशेष अनुप्रयोग के लिए चाहिए है वैसे भी आपके पास कई एडीसी पोर्ट हैं जिन्हें आप मूल रूप से इंटरफ़ेस कर सकते हैं तो यह ब्लॉक हमें अभी विस्तार करना है ठीक हमें यह समझना होगा कि यह कैसे होता है कैसे इस पावर सप्लाई ब्लॉक को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि यह इस पूर्ण ब्लॉक को स्थिर शक्ति प्रदान करने में सक्षम हो न केवल पूर्ण ब्लॉक बल्कि अन्य ब्लॉक भी हैं जिससे यह पावर सप्लाई यह प्रणाली यह प्रणाली वास्तव में से जुड़ी है सही उदाहरण के लिए सेंसर सेंसर जो एडीसी ब्लॉक सेंसर से जुड़े हैं उन्हें बिजली की आवश्यकता होती है सही तो मुझे डालने दे एक सेंसर एक सेंसर को बिजली की जरूरत है तो यह हो सकता है कि यह पावर सप्लाई को इस सेंसर ब्लॉक के लिए भी बिजली उपलब्ध कराना है तो यह कुंजी है इसलिएआइए हम इस एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें जो पावर सप्लाई ब्लॉक है बहुत अच्छा आइए आगे बढ़ें और देखें कि इस पावर सप्लाई ब्लॉक की प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं ऊर्जा स्रोत को शुरू करने के लिए रखें शुरू करने के लिए ऊर्जा स्रोत को लें क्या इस ऊर्जा स्रोत के साथ एक समस्या है बात एक और है कि क्या है तो ये क्या हैं यह ऊर्जा स्रोत अनिवार्य रूप से यह एक बैटरी हो सकती है यह एक बैटरी हो सकती है या यह हो सकती है कुछ जनरेटर से एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से युग्मित और इतने पर और आगे ये ऊर्जा पैदा करने वाले स्रोत उठाती हैं वोल्टेज और करंट विविधताएं वे समय के साथ बहुत सारे वोल्टेज और करंट विविधताएं उठाती हैं जिसका अर्थ है यह अनिवार्य रूप से बहुत शोर और जिटरी पावर सप्लाई की ओर ले जाता है सही है और यह एक मुद्दा हो सकता है अगर यह बदलती रहे इन ऊर्जा स्रोतों में अनिवार्य रूप से बहुत विविधताएं हैं यह बहुत विविधताएं पैदा नहीं कर रहा है तब क्षेत्र में प्रणाली वास्तव में एक अच्छी पावर सप्लाई कर रही है तथा सवाल यह है कि ये ऊर्जा स्रोत वास्तव में समय के संदर्भ में इस वोल्टेज और करंट विविधताओं से क्यों गुजरते हैं मुद्दा वास्तव में हाई पावर स्विचिंग के कारण है ऐसा इसके भीतर होता है अगर SOC के भीतरसिस्टम ऑन चिप जिसमें हमारे द्वारा पहले से दिखाए गए सभी ब्लॉक हैं या यह DSP डिजिटल सिग्नल प्रक्रिया से भी हो सकता है जो ऐसा लगता हैबहुत तेज़ गति से स्विच कर रही और पावर सप्लाई में बहुत उतार चढ़ाव पैदा कर रही तो यह पावर सप्लाई अनिवार्य रूप से अगर आप भूमिका को देखते हैं पावर सप्लाई की भूमिका पावर सप्लाई की भूमिका जब आप पावर सप्लाई की भूमिका कहते हैं तो वास्तव में हमारा मतलब है वोल्टेज रेगुलेटर की भूमिका क्योंकि आप शोरगुल और जिटरी शक्ति में नहीं देखना चाहते पावर सप्लाई इसलिए आप अनिवार्य रूप से एक बिजली सप्लाई चाहते हैं जिसकी भूमिका हम परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण भूमिका है इस वोल्टेज रेगुलेटर द्वारा बनाया एहसास किया वोल्टेज नियामक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पावर सप्लाई स्थिर स्थिर शोर मुक्त होसही शोर मुक्त सटीक और मूल रूप से किसी भी लोड से स्वतंत्र कोई भी लोड कहां और यह मूल रूप से यह किसी से भी स्वतंत्र होना चाहिए अनिवार्य रूप से हमें आपको प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए किसी भी सॉरी हम कहते हैं किसी भी लोड वोल्टेज से स्वतंत्र तो लोड वोल्टेज की आवश्यकता जो भी हो इसके माध्यम से पावर सप्लाई रेगुलेटर है आपको ये सभी अच्छी सुविधाएँ देनी चाहिए तो मेरे अनुभव से एक बात जो बहुत नाजुक है बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको वास्तव में एक पावर सप्लाई के माध्यम से महसूस करना चाहिए कि आपको क्या एहसास करना चाहिए पावर सप्लाई को वास्तव में कि तीव्र प्रतिक्रिया के लिए अक्सर अनदेखी की क्षमता होती है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसे यहां एक बैंड के साथ दिखाऊंगा तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है जिसका मतलब है कि आपको चिंतित होना चाहिए और नियामक बैंडविड्थ को बहुत सावधानी देनी चाहिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आपको देखना चाहिए जो एक महत्वपूर्ण विनिर्देश है आपको डेटा शीट में बहुत महत्वपूर्ण के लिए दिखना चाहिए एक और बात जब आप पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं आपको यह भी देखना होगा कि हेड रूम क्या है जो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए चाहिए कि यह पावर सप्लाई आपको सभी सुविधाएँ प्रदान करती है कि हम पहले उल्लेख किया है स्थिरता की तरह यह लगातार स्थिर होना चाहिए अच्छा बहुत सटीक इसलिएआगे और इन सभी मापदंडों के लिए इन सभी आवश्यकताओं को जो हम एक साथ रखते हैं तो दूसरे शब्दों में आप नहीं चाहते कि वोल्टेज रेगुलेटर पावर गज़लिंग स्वयं से पावर कंजूमिंग हो आप नहीं चाहते कि यह हो सही जो होना चाहिए वही होना चाहिए यह अल्ट्रा लो पावर ही होना चाहिए तो इसका क्या मतलब है इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप लेते हैं पावर आपूर्ति ब्लॉक जिसके अंदर रेगुलेटर है ज्यादातर रेगुलेटर के बारे में चिंता करेंगे जब आप कहते हैं पावर आपूर्ति ज्यादातर रेगुलेटर के बारे में चिंता करेंगे दिए गए इनपुट के साथ आपको एक आउटपुट मिलता है सही इस पार ड्रॉप यह ड्रॉप है यह ड्रॉप V¿ से Vout तक जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है यह उतना ही छोटा होना चाहिए जितना संभव हो सके फिर भी आपको आवश्यक पावर उत्पादन देना चाहिए जो महत्वपूर्ण है तो हम इसे कई तरीकों से कर सकते हैं सही इसलिए हम अनिवार्य रूप से एक 12 वोल्ट की बैटरी उत्पन्न करते हैं हम कहते हैं आपके पास 12 वोल्ट का बैटरी स्रोत हैं आपके पास 12 वोल्ट का बैटरी स्रोत है मुझे इसे थोड़ा और कानूनी रूप से लिखने दें मुझे चुनने दे शायद आपके पास एक वोल्ट बैटरी है आप 5 वोल्ट और आउटपुट उत्पन्न करने में रुचि रखते हैं और अनिवार्य रूप से आप 12 वोल्ट का इनपुट देने जा रहे हैं आप 5 वोल्ट का आउटपुट उत्पन्न कर रहे हैं और आउटपुट जिसका अर्थ है और हमें कहना चाहिए कि वर्तमान आवश्यकता 1 amp है लोड के लिए यह 1 amp इससे बहना है आपके पास मूल रूप से 5 वाट पावर है और आप यहां 7 वोल्ट छोड़ रहे हैं सही और यह सब 7 वोल्ट प्लस करंट वोल्टेज रेगुलेटर से प्रवाहित हो रहा है जो वास्तव में रेगुलेटर से होकर गुजर रहा है जिसका मतलब है कि 7 वोल्ट एक amp बहने से आपको 7 वाट की एक बड़ी हीट सिंक मिलती है जो वास्तव में रेगुलेटर को ठंडा रखने के लिए आवश्यक होगी तो यह एक अच्छा डिजाइन नहीं है सही क्या एक अच्छा डिजाइन हो सकता है आपके पास अभी भी एक 12 वोल्ट बैटरी स्रोत होगा सही आपके पास अभी भी 12 वोल्ट की बैटरी स्रोत है कुछ अन्य क्रियाविधि द्वारा आप इसे 52 वोल्ट तक ले आते हैं और यहाँ आप 5 वोल्ट उत्पन्न करते हैं यह लोड की देखभाल के लिए अनिवार्य रूप से वोल्टेज रेगुलेटर है यह ब्लॉक एक दिलचस्प ब्लॉक है जो 12 वोल्ट लेता है जो आपको आउटपुट में 52 देता है और यहां आपने 02 वोल्ट गिरा दिया और एक एम्पीयर करंट बदलना हमारे लोड का वर्तमान विचार था यह अब उच्च शक्ति की तुलना में 2 सौ मिली वाट है जो पिछली प्रणाली वास्तव में देखती थी दूसरे शब्दों में यह पतन निरर्थक है और इसलिए वास्तव में कोई हीट सिंक या कुछ भी आवश्यक नहीं होगा अब अधिकांश एम्बेडेड डिजाइन अधिकांश एम्बेडेड सर्किट यह है कि आपके सामने आए है अनिवार्य रूप से इन हिस्सों को इस तरह से देख रहे हैं आप लोकप्रिय एम्बेडेड डिवाइस जैसे कि टैबलेटफोन लेते हैं सही लोकप्रिय गेटवे बोर्ड या कोई भी सेंसर बोर्ड सेंसर बोर्ड के मुद्दों में जैसे कि mote क्लास डिवाइस जैसे बोर्ड हैं जो टेलोस बी मीका 2 नोड्स या मीका जेड की तरह हो सकते हैं मुझे यह भी लिखना होगा मीका 2 माइका जेड और इसी तरह या ज़ोलर्टिया ये सभी लोकप्रिय mote क्लास डिवाइस हैं इनमें कमोबेश सभी तरह के हैं जो सभी एम्बेडेड सिस्टम हैं सही एंबेडेड बोर्ड जिसमें एक सीपीयू होगा जिसमें एक रेडियो होगा जिसमें प्रोग्रामिंग के उद्देश्यों के लिए यूएसबी से फ्लैश और इंटरफेस होगा लेकिन उनके पास निश्चित रूप से यह रेगुलेटर ब्लॉक वोल्टेज रेगुलेटर ब्लॉक होगा और यह ब्लॉक जो एम्बेडेड डिजाइन का हिस्सा होगा अनिवार्य रूप से इस तरह का हिस्सा होगा वास्तव में कुछ इस तरह का पालन करेगा जहां आप वास्तव में मुझे खेद है कि यह इस का पालन नहीं करेगा लेकिन यह इसका अनुसरण करेगा लेकिन जो लागू किया जाएगा वह इस भाग में होगा आप कुछ कुछ 52 वोल्ट इनपुट के रूप में लेते हैं और आप आउटपुट पर 5 वोल्ट उत्पन्न करते हैं वैकल्पिक रूप से आप इनपुट के रूप में 5 वोल्ट ले सकते हैं और आप 33 वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैंआउटपुट पर यह भी एक लोकप्रिय तरीका है फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ ड्रॉप महत्वपूर्ण नहीं है यह केवल 17 वोल्ट है और यदि करंट बहुत अधिक नहीं है यह रेगुलेटर ब्लॉक द्वारा पावर अपव्यय बहुत अधिक नहीं है तो यह हीट सिंक लगाने के लिए कॉल नहीं करता है किसी भी प्रकृति का तो हम इस वोल्टेज रेगुलेटर ब्लॉक पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसके लिए लोकप्रिय नाम वास्तव में लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर है तो लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर अनिवार्य रूप से लो ड्रॉप आउट रेगुलेटर अनिवार्य रूप से एक रैखिक रेगुलेटर है यह एक रैखिक रेगुलेटर है स्मरण करना मै आपको इस ब्लॉक का उल्लेख करता हूं यह ब्लॉक जिसे हमने कभी सविस्तार नहीं किया है आपके पास एक बैटरी है जो 12 वोल्ट की बैटरी है जिसे आप जानते हैं 12 वोल्ट इनपुट के रूप में लिया जाता है आम तौर पर इस उदाहरण के लिए 52 वोल्ट आउटपुट पर उत्पन्न होता है और यहां 5 वोल्ट दिखाई देते हैं यह ब्लॉक हमने विस्तृत नहीं किया है लेकिन मैं इस बिंदु पर उल्लेख करने जा रहा हूं कि उस ब्लॉक को आप इस ब्लॉक को देखते हैं जिसे हम ब्लॉक A कॉल करते हैं हम इस ब्लॉक को B कॉल करते हैं सही यह ब्लॉक A वास्तव में आमतौर पर स्विचिंग रेगुलेटर है कारण यह है की आपने एक रैखिक रेगुलेटर का उपयोग क्यों नहीं किया यह कोई स्पष्ट नहीं है सही यदि आप एक रेखीय रेगुलेटर को ब्लॉक जैसे करते हैं जो मैंने आपको दिखाया है तो आपको एक विशाल हीट सिंक की आवश्यकता है क्योंकि आप रेगुलेटर में 7 वोल्ट गिरा रहे हैं और आप 12 वोल्ट के इनपुट के लिए आउटपुट पर 5 वोल्ट उत्पन्न कर रहे हैं मैंने लोड करंट को 1 amp माना है यह एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है बजाय इसके कि आप इस स्विचिंग रेगुलेटर का उपयोग करने की आवश्यकता के करीब कदम रखें और उसके बाद आप कंडीशनिंग करें सही इसलिए स्विचिंग रेगुलेटर एक कुशल रेगुलेटर है और इसकी कुछ कार्यक्षमता है जो हम बाद में संबोधित करेंगे आइए हम इस भाग से संबंधित कहानी पर ध्यान केंद्रित करें जहां आपको इनपुट पर 52 वोल्ट मिलता हैं और आप आउटपुट में 5 वोल्ट उत्पन्न करने में रुचि रखते हैं इनपुट आउटपुट सिर्फ 200 मिली वोल्ट है और यह 1 amp है तो आपके पास 200 मिली वाट सिर्फ 200 मिली वाट है जो रेगुलेटर के पार भंग हो रहा है जिसे लो ड्रॉपआउट रेगुलेटर भी कहा जाता है लो ड्रॉपआउट रेगुलेटर जैसा कि मैंने उल्लेख किया है एक रैखिक रेगुलेटर है और यह महत्वपूर्ण है यह एक रैखिक रेगुलेटर है और इसकी एक शानदार विशेषता है जिसे हमें डेटा शीट के दृष्टिकोण से फिर से नहीं भूलना चाहिए आइए हम अपना मानक उदाहरण लें कृपया याद रखें कि हमने कहा था कि जादू से 52 प्रकट होता है क्योंकि इस स्विचिंग रेगुलेटर स्विच का हमने इस समय विस्तार नहीं किया है कि इसमें ब्लॉक A भी है जिसे बाद में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा किसी तरह दिखाई देगा और आपको यहां 5 वोल्ट मिलेगा तो हम इस बिंदु से शुरू करते हैं जो इस बिंदु से शुरू होता है 52 वोल्ट इनपुट V¿ Vout उन्होंने कहा कि 5 वोल्ट है जो दिलचस्प क्या है वह यह क्वाइसेंट करंट है सही क्वाइसेंट करंट आमतौर पर माइक्रो एम्प्स में होता हैस्पष्ट रूप से इंगित करता है कि रेगुलेटर को विनियमन प्रदान करने के लिए और उन सभी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जो हमने पहले कहा था सुविधाएँ जो हमने कहा है कि यह स्थिर होना चाहिए यह आपको स्थिर आउटपुट निरंतर शोर मुक्त सटीक देना चाहिए किसी भी लोड वोल्टेज में उतार चढ़ाव से स्वतंत्र उन सभी सुविधाओं को संभव होगा यह सब स्वयं द्वारा किया जा रहा है करंट की बहुत खपत नहीं है और यही हम निरंतर करंट कहते हैं सही तो इस क्वाइसेंट करंट को Iq द्वारा निरूपित किया जाता है और यह Iq वास्तव में माइक्रो एम्प्स के क्रम में होता है इसलिए यह रेगुलेटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है यदि आप रेगुलेटर के अंदर जाते हैं तो यह रेगुलेटर कैसा दिखता है यह कैसा दिखता है और रेगुलेटर के अंदर देखना क्यों महत्वपूर्ण है अंदर देखो कैसा लगता है अंदर से मुझे एक विशिष्ट लो ड्रॉपआउट रेगुलेटर की तस्वीर खींचने दें पहली चीज़ प्लस और माइनस एक एम्पलीफायर के एम्पलीफायर का निर्माण कई तरीकों से किया जा सकता है आप ऑप एम्प को एक एम्पलीफायर के रूप में भी सोच सकते हैं यहां हम एक संदर्भ वोल्टेज Vref देते हैं सही Vref कहीं आप देने जा रहे हैं इसलिए मैं इस एम्पलीफायर को कहूंगा सही कहीं एक इनपुट है जो V¿ input है और जाहिर है V¿ और Vout के बीच एक Vout है V¿और Vout के बीच यह सक्रिय उपकरण है जो कि n MOSFET है एक n MOSFET है जो डीप्लेक्शन मोड में काम करता है और MOSFET का उपयोग यहां किया जाता है अनिवार्य रूप से आप इस V¿ को प्रतिस्थापित कर सकते हैं सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इस तत्व Vout को सभी कल्पनाशील प्रयोजनों के लिए जो आप इस भाग को इस प्रकार लिख सकते हैं जाहिर है यह पूरी कहानी नहीं है Vout आप जानते हैं कि यह पिन यहां लटका हुआ है तो मुझे इस समतुल्यता को थोड़ा बाद में लिखना चाहिए और वास्तव में इस चित्र को पूरा करें और इसे कनेक्ट करें इस बिंदु को लें और इसे कनेक्ट करें यहाँ और यह वास्तव में लोड है सही यह प्रतिक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है अब आप इस हिस्से को बदल सकते हैं यह हिस्सा यहां इस हिस्से को एक पोटेंशियोमीटर से एक वैरिएबल रेसिस्टर जिसे आप वैरिएबल रेसिस्टर के साथ निरूपित कर सकते हैं अनिवार्य रूप से यह एक पास एलिमेंट है सही यह एक पास एलिमेंट है यह एक पास एलिमेंट है और यहां आप यह प्रवाहकत्त्व को अलग अलग कर रहे हैं वह इस पास एलिमेंट को अलग कर रहा है और यह वेरिएशन कब होता है यह वेरिएशन तब होता है जब प्रवाहकत्त्व में परिवर्तन एक सरल तुलना पर आधारित होता है और यह तुलना Vref और Vout के बीच होती है आपके पास V¿ होता है आपके पास Vout होता है और हमारे पास Vref का Vout और Vref की तुलना होती है और अंतर को प्रवर्धित किया जाता है और इसे n MOSFET श्रृंखला एलिमेंट के गेट इनपुट पर दिया जाता है जो मूल रूप से V¿ से Vout तक चालकता को बढ़ाता है और इस प्रकार इस बिंदु Vout को हमेशा एक निश्चित बिंदु निश्चित वोल्टेज पर रखता है तो अनिवार्य रूप से आप ऐसा कर रहे हैं हर बार RL में वृद्धि होती है हर बार जब RL में परिवर्तन बढ़ता है तो पता चलता है कि जब करंट खींचा जाता है तो एक परिवर्तन होता है जो इस बिंदु पर पता लगाया जाता है प्रतिक्रिया बिंदु पर और अनिवार्य रूप से प्रतिक्रिया बिंदु और संदर्भ बिंदु की तुलना उनके बीच की त्रुटि से होती है यह अनिवार्य रूप से एक त्रुटि एम्पलीफायर है अंतर को प्रवर्धित किया जाता है श्रृंखला एलिमेंट के श्रृंखला पास श्रृंखला एलिमेंट गेट को दिया जाता है जो चालन को बढ़ाता है और Vout को विनियमन में वापस लाता है यह चक्र चलता जा रहा है और इसके विपरीत वास्तव में होता है यदि ऐसा है तो करंट घटता है तो इस तरह से यह प्रणाली पूरे लूप को नियंत्रण में रख रही है एक लूप कंट्रोल सिग्नल है इसलिए नियंत्रण सिग्नल को केवल उन पर रखा गया है जो नियंत्रण सिग्नल निरंतर समय में निरंतर है क्या करंट में भी निरंतर प्रवाह है और यह भी निरंतर है और ये 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो मूल रूप से इस तथ्य को परिभाषित करते हैं कि रेगुलेटर एक रैखिक रेगुलेटर है तो आपके पास यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि कंट्रोल सिग्नल समय में निरंतर है करंट प्रवाह भी समय में निरंतर है और कोई भी इस तथ्य को आसानी से परिभाषित कर सकता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच जुड़ा श्रृंखला पास स्विच कंट्रोल सिग्नल को नियंत्रित करता है और सुनिश्चित करता है कि यह Vout हमेशा विनियमन में होता है कृपया ध्यान दें कि इस सर्किट का मतलब है कि साधारण सर्किट अनिवार्य रूप से घर को कई चीजें प्रदान करता है ऐसा सर्किट जिसे हमने खींचा वह कुछ भी नहीं है लेकिन लो ड्रॉपआउट रेगुलेटर जिसकी विशेषताएं हैं स्थिर होना शोर मुक्त लगातार सटीक और इसी तरह होने की और ऐसा नहीं है आप यह भी सुनिश्चित करते हैं कि LDO के पास अच्छा बैंडविड्थ प्रदर्शन है सही बहुत अच्छा बैंडविड्थ प्रदर्शन है और जब आप डेटा शीट data sheetsको देखते हैं तो इस विनिर्देश को भी देखा जा सकता है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है अब यह ब्लॉक क्या था सही यह ब्लॉक था आइए देखते हैं कि यह ब्लॉक A क्या है यह ब्लॉक A इस समय हम ग्लास ओवर करते है और कुछ समय के लिए इस ग्लास ओवर को जारी रखेंगे रखेगा लेकिन यह निर्धारित करने से पहले नहीं कि यह ब्लॉक क्या है यह ब्लॉक वास्तव में एक स्विचिंग रेगुलेटर है हमने पहले ही इसका उल्लेख किया है यह एक स्विचिंग रेगुलेटर है क्योंकि अगर यह स्विच कर रहा है तो यह AC इनपुट ले सकता है यह DC इनपुट भी ले सकता है यह महत्वपूर्ण है कि यह एक इनपुट के रूप में AC ले सकता है यह एक इनपुट के रूप में DC भी ले सकता है और यह आंतरिक रूप से कैसा दिखता है जब आप कहते हैं स्विचिंग रेगुलेटर जब आप कहते हैं इस स्विचिंग रेगुलेटर के अंदर यह कैसा दिखता है अच्छी तरह से बहुत अलग नहीं दिखता है जो हमने यहां दिखाया है वास्तव में एक एम्पलीफायर है और एक अतिरिक्त ब्लॉक है जो एक दिलचस्प ब्लॉक है जिसे पूर्णता के लिए मैं अब करूंगा और आप देखते हैं कि नियंत्रण है अभी भी नियंत्रण है केवल बात यह है कि करंट प्रवाह निरंतर नहीं है और कंट्रोल सिगनल भी शायद समय निरंतर नहीं है तो हम एक स्विचिंग रेगुलेटर के ब्लॉक आरेख को दिखाते हुए इसे पूरा करें कहानी यह है वही आपको एक संदर्भ की आवश्यकता होती है और आपको एक और ब्लॉक की आवश्यकता होती है जिसे pwm ब्लॉक भी कहा जाता है जहाँ आपको एक आवधिक संकेत समय बदलती है संकेत शायद तब जो किसी प्रकार के डिजिटल पल्सेस में परिवर्तित हो जाती है जो ऊर्जा ब्लॉक को दिया जाता है जिसे ऊर्जा ब्लॉक कहा जाता है इसलिए मैं एनर्जी ट्रांसफर ब्लॉक को कॉल करूंगा एनर्जी क्या हो सकती है एक अच्छा नाम है आइए हम इसे अच्छा नाम देते हैं इसके लिए एनर्जी हाँ मैं इसे एनर्जी ट्रांसफर ब्लॉक बुलाऊंगा इस एनर्जी ट्रांसफर ब्लॉक में अनिवार्य रूप से इंडक्टर और स्विच की संख्या होती है इसलिए मुझे इसे हटाने दे ताकि मैं इंडक्टर्स को इंगित कर सकूं सॉरी स्विच MOSFETs जैसे सक्रिय स्विच हो सकते हैं सही जैसा कि इंडक्टर्स में कैपेसिटर होते हैं और इसलिए अंततः एक अन्य कैपेसिटर के साथ एक Vout के लिए अग्रणी होता है जो वास्तव में जुड़े हुए हैं आपको एक अच्छा दिखने वाला डीसी नहीं देता है जो हमें यहां मिला हैआप यहां एक सुंदर डीसी प्राप्त कर सकते हैं क्षमा करें यहां यह अच्छा नहीं लगता है तो मुझे वापस Vout डालने दे सही यहाँ DC वास्तव में बहुत सीधा है जिसमें कोई भी पूर्णतया आउटपुट सिग्नल नहीं है जो वास्तव में शोर मुक्त है LDO से आने वाले आउटपुट के विपरीत आपको आउटपुट पर थोड़ा शोर का संकेत मिल सकता है जो अनिवार्य रूप से आपको सही से निपटना होता है आप इससे निपटते हैं वास्तव में यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो आपको भाग्यशाली होना चाहिए कि शायद यह DC की तरह लग सकता है शायद कभी कभी ऐसा भी हो और वास्तव में DC को ओवरराइड करने वाली एक आवृत्ति घटक है वास्तव में एक आवृत्ति घटक है और मैं एक और आपके और आपके पूरे उद्देश्य सभी आवृत्ति घटकों को 0 के बराबर करना होगा ताकि आपको एक सुंदर DC सिग्नल वापस मिल जाए तो सवाल यह है कि आप इस उतार चढ़ाव से कैसे निकलते हैं हम इसे कॉल करेंगे जैसे कि हम इसे इस तरह से लिखेंगे और हम इसे Vout कहते हैं तो आप कैसे प्राप्त करते हैं आप कैसे प्राप्त करते हैं आप कैसे Vout प्राप्त करते हैं जैसे कि प्रश्न सही है और यह पता चलता है कि LDO वास्तव में ऐसा ही कर सकता है यह एक उतार चढ़ाव AC घटक को DC पर सवारी करने के लिए ले सकता है और आवृत्ति घटकों को जितना संभव हो उतना फ़िल्टर कर सकता है और आपको एक स्थिर DC आउटपुट देता है तो यह एक और महत्वपूर्ण बात है जो LDO कर सकता है हम स्विचिंग रेगुलेटर के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी मैं नहीं जाते हैं लेकिन वास्तव में इस रैखिक रेगुलेटर की चर्चा को पूरा करें इस प्रकार हम अवधि के पाठ्यक्रम मे इस रैखिक रेगुलेटर के विशिष्ट अनुप्रयोगों को पाठ्यक्रम में देखेंगे और यह एम्बेडेड दुनिया में अनुप्रयोग है जो महत्वपूर्ण है जब आप एक IOT प्रणाली डिजाइन करते हैं तो अब आप इस भाग को याद करते हैं जिसका हमने एक महत्वपूर्ण बात के बारे में उल्लेख किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमने कहा कि तेजी से प्रतिक्रिया कितनी तेजी से होती है यह हमें कुछ संख्याओं को सही रखने की आवश्यकता है और सब कुछ रेगुलेटर की बैंडविड्थ के लिए अग्रणी करता है और आपको उस डेटा शीट में एक विनिर्देशन देखना होगा जो इस विशेष संख्या के बारे में बात कर रहा है तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस LDO पर कुछ केस स्टडी को देखेंगे सबसे पहले प्रतिक्रिया समय यह पहले से ही स्विचिंग रेगुलेटर की तुलना में प्रतिक्रिया समय के बारे में बात करना आसान है जो कुछ भी नहीं है लेकिन उस ब्लॉक A ने जो हमने कहा था कि यह ब्लॉक A है क्षमा करें कि यह ब्लॉक कहां है यह ब्लॉक A है तो यह थोड़ा तस्करी है इसलिए मुझे यहां सब कुछ लिखने का अधिकार है यह स्विचिंग रेगुलेटर है जिसने वास्तव में बनाई गई चीजों को हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना दिया है क्योंकि यह वास्तव में इस 52 वोल्ट में ले आया है तो आप वास्तव में एक साथ प्रतिक्रिया समय के बारे में बात कर सकते हैं और आप इसे एक शॉट में संभालना जानते हैं तो आप वास्तव में जानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण बात क्यों है अभी हम एलडीओ पर नजर डालते हैं आप कहते हैं कि तेज है अब स्विचिंग रेगुलेटर धीमा क्यों है वह आपका स्विचिंग रेगुलेटर स्लो होगा स्लो क्यों है यह धीमा है क्योंकि पल्स ट्रेन के एनालॉग सिग्नल को पल्स में बदल दिया जाता है मूल रूप से एनालॉग सिग्नल को पल्स ट्रेन में बदल दिया जाता है पल्स ट्रेन में परिवर्तित कर दिया जाता है मैं कहता हूं कि यह परिवर्तित है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे सही ढंग से रखना चाहिए इससे पहले कि हम वहाँ जाएँ हाँ यह ब्लॉक सही इस पर प्रतिक्रिया भी मिल रही है मैंने इसे पूरा नहीं किया तो मुझे इसे पूरा करने दें कि आप इसे कैसे कनेक्ट करेंगे आप इसे इसके लिए कनेक्ट करेंगे स्पष्ट रूप से लोड से यह वह Vout है जिसे आपको Vout का नमूना सैंपल करना है और जोड़ना है सही हर बार ध्यान दें कि जब हम इन चित्रों को दिखाते हैं तो हम वास्तव में आपको प्रतीक्षा करें मैं बताता हूं कि रैखिक रेगुलेटर कहां है हां है इसलिए जब हम हर बार प्रतिक्रिया करते हैं तो एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है और इसलिए यहां भी वही होना चाहिए जो इस तरह से सुसंगत है यह वास्तव में एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है और वास्तव में रैखिक एम्पलीफायर के नकारात्मक इनपुट को दिया जाता है जो अनिवार्य रूप से त्रुटि एम्पलीफायर है अब यहाँ एनालॉग सिग्नल पल्स ट्रेन में बदल जाता है सही और यह आसान एनालॉग सिग्नल नहीं होने जा रहा है पल्स ट्रेन में परिवर्तित होने का मतलब है आपको एक क्लॉक की आवश्यकता है आपको कंपैरेटर की आवश्यकता है क्या आपको शायद कुछ गैर अतिव्यापी प्रकृति के डिजिटल ड्राइवर की आवश्यकता है आपको ट्रायंगुलर वेव जनरेटर की आवश्यकता है शॉ टूथ ट्रायंगुलर वेव जनरेटर तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सर्किटरी बहुत सारे अतिरिक्त घटक यह ब्लॉक सरल नहीं सरल नहीं है यद्यपि मैंने इसे इस ब्लॉक द्वारा निरूपित किया है यह सरल नहीं है कि यहां पर बहुत सारे घटक हैं कई घटक और कई आवश्यकताएँ क्लॉक कंपैरेटर इत्यादि इत्यादि अनिवार्य रूप से यदि आप चाहते हैं कि यह प्रतिक्रिया नकारात्मक प्रतिक्रिया स्थिर रहे तो बैंडविड्थ स्विचिंग आवृत्ति के ठीक नीचे होना चाहिए यह इस की स्विचिंग आवृत्ति से नीचे होना चाहिए स्थिर आउटपुट के लिए यह स्विचिंग आवृत्ति से नीचे होना चाहिए ये डिवाइस एक निश्चित आवृत्ति पर स्विच कर रहे हैं आउटपुट स्थिर रखने के लिए Vout को स्थिर करना होगा आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इन घटकों की स्विचिंग आवृत्ति बिल्कुल एक दशक कम है तभी नकारात्मक प्रतिक्रिया स्थिर होगी आप केवल प्राप्त करने में सक्षम होंगे हम एक उचित Vout प्राप्त करने में सक्षम होंगे वास्तव में संपूर्ण विनियमन केवल तभी होगा जब यह स्थिति वास्तव में पूरी हो जाएगी जिसका अर्थ है कि आप बहुत तेज गति से स्विच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि इस लाइन पर शोर भी होने वाला नहीं है इस स्विचिंग शोर को खत्म करना आसान नहीं है और इसलिए आपके पास यह है अच्छा तो आपके पास DC आउटपुट के शीर्ष पर यह आवृत्ति यौगिक प्रमुख आवृत्ति घटक है बेशक आप स्विचिंग आवृत्ति बढ़ा सकते हैं सही आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप स्विचिंग आवृत्ति बढ़ाते हैं तो स्विचिंग नुकसान अधिक होने वाला है इस बारे में कोई संदेह नहीं है और आप बहुत सारे स्विचिंग नुकसान के साथ समाप्त नहीं करना चाहते हैं साथ ही साथ और यदि स्विचिंग नुकसान अधिक हैं तो आपको स्विचिंग गलासेस को भंग करने की आवश्यकता होगी जो वास्तव में आपको पता चल सकता है कि आपको ऐसे घटकों की आवश्यकता है जो उच्च श्रेणी निर्धारण किए गए उच्च रेटेड हैं उच्च रेटेड घटकों के साथ साथ आपको हीट सिंक आदि की भी आवश्यकता हो सकती है तो वास्तव में आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं इसके अतिरिक्त इस नकारात्मक प्रतिक्रिया को स्थिर करने का मतलब है कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सिस्टम वास्तव में स्विचिंग आवृत्ति कम कर रहा है वास्तव में कम से कम एक दशक कम है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नकारात्मक प्रतिक्रिया वास्तविक स्थिर बनी रहे तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण बिंदु है तो इन सब का मतलब है कि आपको कुछ संख्याओं को नीचे रखना होगा सही यदि आप एक स्विचिंग रेगुलेटर लेते हैं तो यह 2 और 8 माइक्रोसेकंड के बीच कहीं भी प्रतिक्रिया करता है तो यह है कि यह आम तौर पर क्या करेगा कुछ के खिलाफ में इस तरह 025 माइक्रोसेकंड से लगभग एक माइक्रोसेकंड तक तो यह वास्तव में तेज है वास्तव में वास्तव में तेज क्यों क्योंकि इसमें बहुत कम घटक हैं इसमें बहुत कम घटक होते हैं और यह कैसे दिखता है कि एलडीओ को कम करना कितना आसान है बहुत सरल चिप द्वारा इसे V¿ दें एक V¿ पिन होगा जो इनपुट कैपेसिटर को ग्राउंड से कनेक्ट करेगा इसे C¿कॉल कॉल करें कनेक्ट करें 2 रजिस्टर आपको फीडबैक प्रदान करने के उद्देश्य से और एक आउटपुट कैपेसिटर है यह सब Vout है सरल दिखने में बहुत सरल लगता है लेकिन कभी कभी आप सक्षम पिन का उपयोग करके आउटपुट पर इनपुट को नियंत्रित करना चाह सकते हैं केवल अगर सक्षम पिन एक है इनपुट वास्तव में आउटपुट पर स्विच करता है कई पावर मैनेजमेंट एल्गोरिदम में बहुत उपयोगी है हम इस एक मुद्दे को संभाल लेंगे एक पिन है और कितने नवीन तरीके से यह सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है कि आप प्रभावी ढंग से पावर का प्रबंधन कर रहे हैं तो इस सर्किट के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है यह Cout आपको इस कैपेसिटर को चुनना है और यह विकल्प वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर रेगुलेटर की स्थिरता पर पड़ता है इसलिए आउटपुट कैपेसिटर यहां एक महत्वपूर्ण घटक है आम तौर पर यह टैंटलम या इलेक्ट्रोलाइटिक होता है हम इस LDO और LDO के मुद्दों के बारे में अधिक चर्चा करेंगे यदि आप अपने एम्बेडेड IOT डिजाइन के लिए गलत LDO का विकल्प चुनते हैं तो कैसी सर्वनाश प्रणाली न केवल प्रतिक्रिया समय के संदर्भ में होगी बल्कि बिजली की खपत के संदर्भ में भी होगी बस यह समझौता करने के लिए कि आपको यहां उतार चढ़ाव वाला इनपुट मिला है जिसे हमने इस तस्वीर में दिखाया है जहां हम हाँ तो मैंने एक तस्वीर खींची हाँ इस तस्वीर को यहाँ हमने एक इनपुट DC लिया जिसमें एक निश्चित आवृत्ति घटक था और आप एक स्थिर DC आउटपुट उत्पन्न करना चाहते थे हमने कहा कि एक LDO इस चाल को कर सकता है और सिर्फ इसलिए कि आप करना चाहते हैं यह चाल यदि आप इस घटक को एक उपयुक्त तरीके से नहीं चुनते हैं तो आप वास्तव में अपने IOT सिस्टम के सब ऑप्टिमल डिजाइन के साथ समाप्त होंगे और इसलिए हमें बहुत लोकप्रिय लेखों से कुछ मामलों के अध्ययन को देखना होगा कि शोधकर्ताओं ने वास्तव में एक विशेष अनुप्रयोग के लिए LDO के ट्यूनिंग और विकल्प को कैसे देखा है तो हम यहां आपको 3 प्रयोग दिखाएंगे पहला प्रयोग इस सवाल को समझने के लिए है कि आउटपुट वोल्टेज Vout का क्या होता है जब लोड करंट बढ़ता है विभिन्न भार जुड़े हुए हैं वे स्विच किए जाते हैं और यह सब वास्तव में तब होता है जब लोड करंट में परिवर्तन होता है जो आपको उसका निरीक्षण करना होगा सही तो यह एक सेट अप है यहां अनिवार्य रूप से आप देख सकते हैं कि यह पावर सप्लाई है पावर सप्लाई के ऊपर हमने एक डीसी इलेक्ट्रॉनिक लोड रखा है और यह वह है जो वास्तव में हम संशोधित करने में सक्षम हैं जिसका मतलब है कि हम सक्षम हैं विभिन्न आउटपुट करंट को सेट करने में लेफ्ट साइड मीटर एक्सट्रीम लेफ्ट है इनपुट वोल्टेज एक्सट्रीम लेफ्ट दूसरा मल्टीमीटर जिसे आप देख रहे हैं वह इनपुट करंट है पावर सप्लाई के बाद पहला मल्टीमीटर जिसे आप देखते हैं वह आउटपुट वोल्टेज है और दूसरा मल्टीमीटर दायीं तरफ है वह आउटपुट करंट है तो आप देख सकते हैं कि पहला त्वरित अवलोकन इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट आउटपुट है 5 वोल्ट होना चाहिए यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं हाँ यह एक LDO है जो 5 वोल्ट आउटपुट पर सेट है और आउटपुट करंट होना है 25 लेकिन आप देख सकते हैं 25 उस इनपुट पर है जो आपको आउटपुट पर 24 मिलता है जिसे आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं लेकिन अच्छी तरह से हम सिद्धांत से सीखते हैं कि वास्तव में एक क्योंसेंट करंट है और एलडीओ के पार क्योंसेंट करंट ड्रॉप है यही कारण है कि आप आउटपुट पर एक मिलिअमपेरे कम प्राप्त करते हैं जो कि बिल्कुल ठीक ठीक है इसलिए अब यहां वर्तमान खपत 25 मिलिअमपेरे है ठीक है अब हम क्या करते हैं हम करंट बढ़ाते हैं चलिए देखते हैं कि आउटपुट करंट Iout पर क्या होता है जब यह बढ़ता है तो वास्तव में क्या होता है तो तब 100 से हम आउटपुट करंट को 125 मिलिअमपेरे पर ले गए और हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी भी विनियमन में 495 वोल्ट से 5 वोल्ट के करीब सेट किया गया है और आप देख सकते हैं कि आपके पास आउटपुट लोड 124 पर है और यह 127 पर था अब 150 पर आप देखते हैं कि यह आउटपुट 152 पर 149 है इसका मतलब है जैसा कि लोड करंट इनपुट करंट का अंतर बढ़ाता है इनपुट के बीच और आउटपुट करंट भी बढ़ता है सही तो आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यह 3 मिलिअमपेरे है स्पष्ट रूप से जैसा कि यह उच्च और उच्चतर और उच्चतर आउटपुट पावर दे रहा है LDO भी अपने आप में बहुत सारी पावर को नष्ट कर रहा है यह एक चीज़ है जो हम एक प्रयोग में अलग से प्रदर्शित कर सकते हैं इसलिए यहां बड़ा सारांश यह है कि जो भी आउटपुट लोड करंट बदल रही हैं उनके लिए Vout काफी स्थिर है आउटपुट वोल्टेज स्थिर प्रतीत होता है बेशक अगर आउटपुट करंट को 24 मिली एम्पीयर की आवश्यकता होती है तो उसे पावर सोर्स से आना पड़ता है और जो पावर सोर्स प्रेरित होता है वह है पावर सप्लाई इनपुट करंट को बढ़ाना होता है और इसलिए आप देख सकते हैं कि इनपुट करंट पावर सप्लाई है वह इनपुट करंट प्रदान करने में सक्षम है तो यह एक बड़ा सारांश है कि वास्तव में LDO बनाए रखने में सक्षम है यह लोड करंट में परिवर्तन के बावजूद विनियमन है तो अगला सवाल यहां एक व्यक्ति पूछ सकता है कि इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन होने पर क्या होता है आप देख सकते हैं कि फिर से सबसे बाईं ओर इनपुट वोल्टेज है कि यह एक इनपुट करंट है यह आउटपुट वोल्टेज है और यह दाईं ओर आउटपुट करंट मीटर है पावर सप्लाई के तरफ सभी आउटपुट हैं इनपुट बाईं ओर इनपुट मल्टीमीटर बाईं ओर हैं आप देख सकते हैं कि इनपुट में बदलाव होने के बाद अब देखते हैं कि हम किस लोडिंग का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक लोड करेंगे और फिर एक निश्चित मात्रा में करंट और उस मूल्य को लागू करेंगे जिसे हम DC में इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लोड इलेक्ट्रॉनिक लोड वास्तव में करने के लिए सेट है 25 मिली एम्पीयर पर तो 25 मिलीएम्पीयर बड़े सारांश वास्तव में बड़ा सारांश वास्तव में यह है कि जब करंट को लोड करंट के लिए तय किया जाता है तो 25 मिलीएम्पीयर पर ठीक हो जाता है और इनपुट वोल्टेज 10 से 30 वोल्ट में बदल जाता है जब हम इनपुट वोल्टेज को 10 से 13 तक बदलते हैं 5 के चरण में आप देखेंगे कि सिस्टम आउटपुट वोल्टेज विनियमन बनाए रखना चाहता है और दिया गया आउटपुट पावर भी समान रहता है इसलिए यह एक बड़ा सारांश है कि यहां एक अच्छी तालिका है जो वास्तव में इस पर प्रकाश डालती है और हम तालिका पर एक नज़र डालेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि इनपुट बदल गया है हमने इनपुट को 10 से 30 तक भिन्न भिन्न किया है और आउटपुट विनियमन में अच्छी तरह से है इसलिए यह अनिवार्य रूप से स्पष्ट करता है कि इनपुट वोल्टेज सिस्टम में परिवर्तन के बावजूद स्थिर है वोल्टेज रेगुलेटर वास्तव में है संदर्भ समय 6220 अभी भी स्थिर प्रतीत हो रहा है अब हम क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे दक्षता का अध्ययन कि मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे इसलिए हम जो करेंगे वह यह है कि हम बदलते रहेंगे लोड करंट इलेक्ट्रॉनिक लोड जिसे आप पावर सप्लाई के शीर्ष पर देखते हैं वह वह है जिसके साथ हम खेलते रहेंगे इनपुट वोल्टेज 8 वोल्ट पर तय होता हैवास्तव में क्या होता है इसका अवलोकन करते रहें सही आप अध्ययन करेंगे आप देखेंगे कि इनपुट 8 है इनपुट करंट 50 मिलीएंपियर है आउटपुट वोल्टेज 49 है जो कि करीब 5 वोल्ट है और आउटपुट करंट वास्तव में 49 मिलीएंपियर है और यह ठीक लगता है तो करंट वास्तव में इस लोड रजिस्टर के माध्यम से बह रही है अब हम संशोधित करेंगे हम उस इनपुट को बदल देंगे जो हम आउटपुट लोड करंट को 75 मिलिएम्पीयर तक कर देंगे और 24 से 124 मिलिएम्पीयर के लिए प्रयोग करेंगे तो आइए हम परिणामों के सारांश को जल्दी से देखते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि v इनपुट है जिसे आप जानते हैं कि 8 वोल्ट पर बनाए रखा गया है लोड आउटपुट लोड करंट 24 से बदलकर 149 हो गया है आप देखेंगे कि दक्षता अत्यंत दाई और है तालिका स्तंभ दक्षता को इंगित करता है जो मोटे तौर पर आह 60 है यह 60 पर बनाए हुए है ठीक तो अब हम क्या करते हैं हम इनपुट को 8 से 10 वोल्ट तक बदलते हैं और हम फिर से आप जानते हैं कि 24 से 124 मिलीएंपियर तक इलेक्ट्रॉनिक लोड का उपयोग करके आउटपुट लोड करंट को अलग अलग कर सकते हैं अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं I outI¿ हां लगभग दक्षता प्रभावित होती है Iout लोड करंट से प्रभावित नहीं होती है दक्षता प्रभावित होती है इनपुट हां प्रभावित होती है क्योंकि V¿ बढ़ता है तो दक्षता घट जाती है तो यह बड़ा सारांश है स्टॉप इसलिए यह तालिका अनिवार्य रूप से पता लगा रही है प्रयोग का मूल्यांकन करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम ड्रॉप का अनुमान लगा सकें आप देख सकते हैं कि लोड करंट 24 से लोड करंट के रूप में 24 से 149 मिलीएंपियर तक बदलता है LDO के पार ड्रॉप कम करंट के लिए भी बढ़ जाता है ड्रॉप कम है 016 वोल्ट और जैसा कि आप उच्च और उच्च आउटपुट लोड करंट को ड्रॉ करने के लिए जाते हैं LDO के पार ड्रॉप भी बढ़ जाता है स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि LDO के पार अपव्यय बढ़ रहा है लोड करंट के साथ यह LDO का बड़ा सारांश है